हैलो माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट पाठ्यक्रम के एक अन्य मॉड्यूल में स्वागत करते हैं पिछले मॉड्यूल में हमने माइक्रोवेव सर्किट वेव नेचर और डिस्ट्रिब्यूटेड के गुणों को देखा और फिर हमने यह भी पाया कि ट्रांसमिशन लाइन समीकरण का जवाब डिस्ट्रिब्यूटेड सर्किट एलिमेंट्स से निपटने के लिए है हम इस व्याख्यान में चर्चा के साथ आगे बढ़ते है तो पहला इसलिए एक और कांसेप्ट जो माइक्रोवेव सर्किट से जुड़ा है वह इम्पीडेन्स कांसेप्ट है Z0LC ZzVI Zintrinsic यह एक डिस्ट्रिब्यूटेड सर्किट से जुड़ा करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेन्स है जो कि हमें L और C के रूप में मिला है इम्पीडेन्स को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है फिर Z को V और I के रूप में भी परिभाषित किया गया है जैसा कि हमने डिस्ट्रिब्यूटेड सर्किट के मामले में देखा था हमारे पास V और I जवाब हो सकते हैं तो हम Z भी निकाल सकते हैं Z का सोर्स z का फंक्शन है छोटा z सोर्स से दुरी है फिर एक अन्य प्रकार का इम्पीडेन्स भी परिभाषित किया गया है जिसे Z इन्ट्रिंसिक कहा जाता है जो मटेरियल के गुणों से संबंधित है उदाहरण के लिए हवा के लिए यह अनुपात 377 ओम है तो इसका कोई लेना देना नहीं है इम्पीडेन्स की इस परिभाषा का वोल्टेज और करंट से कोई लेना देना नहीं है फिर भी यह है वास्तव में माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के लिए जैसा कि हमने सिंगल कंडक्टर वेवगाइड के लिए देखा था आप जानते हैं कि सिंगल कंडक्टर वेवगाइड में हमारे पास वोल्टेज और करंट की अनूठी परिभाषा नहीं हो सकती है लेकिन हमारे पास इम्पीडेन्स की परिभाषा हो सकती है या तो इस संबंध से कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो की किसी मीडिया से प्रवाहित हो रही है तब आप इस संबंध से Z इन्ट्रिंसिक का पता लगा सकते हैं Z0LC ZzVI Zintrinsic या Z अभी तक Z की एक और परिभाषा है जो इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक फील्ड के अनुपात में है तो ये इम्पीडेन्स की विभिन्न परिभाषाएं हैं VxVe yxV eyx IxVZ0e yx VZ0 eyx ZdVIZ0 ZljZ0tan βd Z0jZltan βd अब हम देखते हैं अपनी परिभाषा पर वापस आते हैं अपनी ट्रांसमिशन लाइन्स पर वापस आते हैं जहाँ हमने Vx या Z के लिए जवाब खोजा था यह Z 0 के बराबर है यह L के बराबर Z है जहाँ V एक विशेष Z पर है और I एक विशेष Z पर है Zo कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स है अब इस समीकरण को हल करने से आप Vd Id द्वारा Zd का जवाब प्राप्त कर सकते हैं जहाँ d लोड एन्ड से दूरी है d जो कि यहाँ 0 के बराबर है और यहाँ d L के बराबर है और यह Zo ZL jZo के बराबर आता है हम देखते हैं कि Zd की इस परिभाषा का अर्थ है कि Zd d में पीरियाडिक होता है यानी जब हर बार d को lambda 2 से बढ़ाते है तो हमें Zd का समान मूल्य मिलता है या जब बीटा d द्वारा दिया गया थीटा pi से बढ़ जाता है तो हमें Zd का समान मूल्य भी मिलता है वास्तव में इससे हम इनपुट इम्पीडेन्स के लिए एक्सप्रेसशंस प्राप्त कर सकते हैं यानी कुछ विशेष प्रकार की ट्रांसमिशन लाइनों के लिए Zd इसलिए हमने इनपुट इम्पीडेन्स के इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट के लिए जवाब प्राप्त किया है माफ़ कीजिए हम रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट के कांसेप्ट में अभी तक नहीं आए हैं हमने पाया है कि ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट इम्पीडेन्स एक इम्पीडेन्स Z के साथ लोडेड है अब देखते हैं कि यदि हम कुछ विशेष मामलों पर विचार करते हैं तो क्या होता है तो विशेष मामले हैं Zl 0 Z jZ0 tanβ d Z − jZ0 cotβ d पहला जब ZL 0 के बराबर है इसलिए जब ZL 0 के बराबर है तो यह एक बार फिर हमारी ZL लोड की ट्रांसमिशन लाइन है फिर यह Zd एक शॉर्ट सर्किटेड लाइन के लिए है तो शॉर्ट सर्किटेड लाइन में इस तरह का एक इनपुट इम्पीडेन्स होगा एक ओपन सर्किटेड लाइन के लिए माफ़ कीजिये यह jZo cot β d होगा Zl Z0 ⇒ Z Z0 for all d और जब ZL Zo के बराबर है इस मामले के लिए Zd सभी d के लिए केवल Zo के बराबर होगा मतलब जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन कभी मौजूद नहीं होती है यदि हम Zd का एक कर्व को शॉर्टेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्लाट करते है तो यह कुछ ऐसा प्रतीत होता है Refer Slide Time816 तो हम देख सकते हैं कि एक शॉर्टेड ट्रांसमिशन लाइन d के विभिन्न मूल्यों के लिए दोनों पॉजिटिव वैल्यू के साथ साथ नेगेटिव वैल्यू को भी ले सकती है उदाहरण के लिए जब d 0 के बराबर है तो यह 0 है इसलिए यह एक शॉर्ट की तरह है जब d लैम्ब्डा 2 और 3 लैम्ब्डा 4 के बीच होता है तो यह पॉजिटिव होता है शॉर्टेड लाइन के लिए Zd पॉजिटिव है तो यह एक शॉर्टेड लाइन के लिए है Zd पॉजिटिव है तो यह एक इंडक्टर के रूप में कार्य करता है जब d लैम्ब्डा 4 और लैम्ब्डा 2 के बीच होता है Zd नेगेटिव होता है और इसलिए शॉर्टेड ट्रांसमिशन लाइन कपैसिटर के रूप में कार्य करता है एक विशेष प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन जो बहुत अधिक उपयोग की जाती है जिसे क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर कहा जाता है ZinZd4 Z02Zl Z0RLRG RGZ02RL क्वार्टर वेव के लिए ट्रांसफॉर्मर एक ट्रांसमिशन लाइन है जो कि क्वार्टर वेवलेंथ जितनी लंबी होती है यानी लैम्ब्डा 4 लंबी इसे एक लोड ZL द्वारा भी समाप्त किया जाता है अब Zd की जगह मैं इसे Zin भी लिख सकता हूँ तो Zin Zd के बराबर लैम्ब्डा 4 के बराबर होगा और यह उस समीकरण का उपयोग करने से आता है जो मैंने अभी दिया था यदि हम उस समीकरण में डालते हैं जो मैंने पहले कहा था कि यदि यह समीकरण VxVe yxV eyx IxVZ0e yx VZ0 eyx ZdVIZ0 ZljZ0tan βd Z0jZltan βd यह समीकरण यदि हम d के स्थान पर lambda 4 और बीटा को 2pi lambda के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें यह विशेष संबंध मिलता है ZinZd4 Z02Zl तो हम जो देखते हैं वह यह है कि इनपुट इम्पीडेन्स लोड इम्पीडेन्स के इनवर्स के प्रोपोरशनल होता है यदि लोड इम्पीडेन्स ZL शॉर्टेड है तो इनपुट इम्पीडेन्स ओपन दिखाई देगा यदि लोड ओपन है तो इनपुट शॉर्टेड दिखाई देगा ZinZd4 Z02Zl Z0RLRG RGZ02RL इसके विपरीत यदि आप किसी इम्पीडेन्स को परिवर्तित करना चाहते हैं यानि कि आप रेजिस्टेंस RG सॉरी रेजिस्टेंस RL को परिवर्तित करना चाहते हैं जो कि लोड से जुड़ा हैं RG कि कुछ वैल्यू पर फिर आप एक ट्रांसमिशन लाइन चुनते हैं जो RL RG की एक करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेन्स का वर्गमूल है और इसका उपयोग करके आपको RG Zo स्क्वार अपॉन RL के बराबर मिलेगा तो हम देखते हैं जब हमारे पास इस मान द्वारा दिए गए Zo के साथ यह ट्रांसमिशन लाइन होती है तब हमारे RL को जोड़ने से यह RG में परिवर्तित हो जाता है यह इसीलिए इसे ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है लोड इम्पीडेन्स के एक मूल्य से सोर्स इम्पीडेन्स के दूसरे मूल्य के लिए स्थानांतरण अब एक और महत्वपूर्ण अवधारणा आ रही है जो अक्सर इसे ट्रांसमिशन लाइनों के साथ जोड़ती है जिसे रिफ्लेक्शन केफीसिएंट कहा जाता है xV0 eγxV0e γxVV V0 eγxV0e γx V0 V0 e2γ इसलिए एक बार फिर अगर हमारे पास इस तरह से जुड़े लोड ZL के साथ हमारी ट्रांसमिशन लाइन है और मान लें कि वोल्टेज जैसा कि मैंने कहा कि दो अवधारणा हैं एक V है और V तब एक विशेष लंबाई x पर रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट V या E गामा ईंटो अपॉन V गामा x से दिया जाता है अब यह वास्तव में रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट V x अपॉन V x के रूप में दिया जाता है हम जानते हैं कि हम V x को सोर्स पर वोल्टेज के संदर्भ में इस तरह से Vo लिख सकते हैं इसलिए यहाँ से हमें यह कुछ नहीं बल्कि Vo रिफ्लेक्टेड वेव सोर्स पर अपॉन Vo 2gama x के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है यदि हम एक कोआर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जहाँ हम X L d के बराबर लिखते हैं तो तब यह बन जाता है अब यदि आप इस E को 2gama L तक बढ़ाते हैं तो यह Vo अपॉन Vo VL अपॉन VL में बदल जाता है में इसे एक अलग शीट पर लिख देता हूँ Vl Vl e 2γx le 2γd V0 V0 e 2γx le 2γd इसे VL VLE में परिवर्तित किया जाता है जिसे 2gama d तक बढ़ाया जाता है यह लोड एंड पर रेफेलक्टेड वेव के इंसिडेंट वेव के अनुपात के अलावा कुछ भी नहीं है यह L X के बराबर पर है और यह लोड एंड पर रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट के अलावा और कुछ नहीं है और यह केवल 2 गामा d है सोर्स वोल्ट्स के संदर्भ में एक विशेष बिंदु X पर गामा रेफेलक्टेड और इंसिडेंट वोल्टेज लोड मापदंडों के संदर्भ में इसके द्वारा दिया जाता है इसलिए हमारे पास दोनों कुंजी हैं आप दोनों सोर्स मापदंडों के साथ साथ लोड मापदंडों के संदर्भ में किसी भी बिंदु पर गामा व्यक्त कर सकते हैं अब एक दिलचस्प बात जो हमने देखी कि अगर मैं गामा X मान लिखता हूं तो यह मान लिया जाता है कि यह एक नॉन डिस्पर्सिव वाला मीडिया गामा है जो j बीटा के बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि गामा X गामा L के बराबर है जो कि 2jbeta d तक बढ़ा है अब हम जो देखते हैं वह यह है कि हमारे पास एक विशेष बिंदु X या d पर हमारी ट्रांसमिशन लाइन थी तो d लोड से दूर है यह हमारा गामा L है और यह हम लोड से दूर जा रहे हैं अब जैसे ही हम लोड से दूर जाते हैं V d या V d का फेज केवल jbeta d द्वारा बदलता है प्लस या माइनस jbeta d लेकिन रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट का फेज दो बार बदलता है तो अगर इसे हम आकर्षित कर सकते हैं यह जैसे ही d बढ़ता है या हम लोड से दूर जा रहे हैं हमारा फेज एंगल घटता रहता है और फेज एंगल घटने का मतलब है कि हम एक क्लॉकवाइस दिशा में बढ़ रहे हैं दूसरी बात जो हम नोट करते हैं वह यह है कि जब हम लोड से दूर जाते हैं तो रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट कांस्टेंट रहता है और यदि हम लोड की ओर जा रहे हैं तो हम एक एंटीक्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं यदि हम एक क्लॉकवाइज दिशा में बढ़ रहे हैं यदि हम लोड की ओर बढ़ रहे हैं यदि हम लोड से दूर जा रहे हैं हम एक क्लॉकवाइज दिशा में जा रहे हैं यदि हम लोड की ओर बढ़ रहे हैं तो हम एक एंटीक्लाकवाइज दिशा में जा रहे हैं और फेज ट्रांजिट उस फेज ट्रांजिट से दोगुना है जिसका हमने ट्रांसमिशन लाइन के साथ जाते समय सामना किया था तो यह ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कांसेप्ट है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स के लिए रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट को दो बार परिवर्तन का सामना करना पड़ता है PlP P P 1 2 l0 अब हम पहले से ही इस फॉर्मूले के सामने आ गए हैं जो कि टोटल रियल पावर के लिए लोड पर दिया गया है और इस पर चर्चा पिछले मॉड्यूल में की गई थी जहां V और V वोल्टेज को लोड पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वोल्टेज कहा जाता हैं अब यदि हम इस इंसिडेंट पावर का प्रतिनिधित्व करते हैं तो इसे मैं इंसिडेंट पावर कह सकता हूं और यह मैं रिफ्लेक्टेड पावर कह सकता हूं अगर मैं इसे P शब्द से सूचित करता हूं तो PL को P P के रूप में लिखा जा सकता है जो बदले में P के रूप में लिखा जा सकता है अगर मैं इस V स्कॉयर अपॉन Zo कॉमन 1 गामा L होल स्कॉयर लेता हूं क्योंकि V अपॉन V गामा L के अलावा और कुछ नहीं है और इसलिए हम देखते हैं कि टोटल पावर ट्रांसमिशन के लिए अगर हम चाहते हैं कि पूरी इंसिडेंट पावर लोड में जाए तो गामा L 0 के बराबर होनी चाहिए क्योंकि इस गामा L के किसी भी अन्य मान के लिए पावर के कुछ घटक वापस रेफ्लेक्टेड होंगे और केवल जब गामा L 0 के बराबर होगा तो हमारे पास लोड तक इंसिडेंट पावर का पूर्ण ट्रांसमिशन होता है अब इस गामा L के बारे में एक बात देखें कि यह एक स्थिर मात्रा है गामा L नहीं बदलता है यह केवल लोड पर निर्भर करता है जबकि अन्य घटक तय नहीं हैं उदाहरण के लिए इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट क्या है या ट्रांसमिशन लाइन के साथ किसी अन्य बिंदु पर रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट क्या है गामा L एक मात्रा है जो विशुद्ध रूप से लोड प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है तो क्या हम लोड इम्पीडेन्स के संदर्भ में गामा L के एक सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं ZzVI Ve γz V eγzVz0e γz V Z0eγz Z या X के किसी भी बिंदु पर इम्पीडेन्स हम X को Z के स्थान पर भी ले सकते हैं जबकि Z का छोटा सा स्थान V ऑफ़ Z अपॉन I ऑफ़ Z के Z के बराबर है यदि मैं Z पर वोल्टेज और करंट संबंध को लिखता हूं तो अब इस संबंध को सरल बनाया जा सकता है Z Z 1 Γ 0 1− Γ Z z l Z 1 Γl 0 1−Γ Zl Z 1 Γl 0 1−Γ Zl Z0 तो फिर इम्पीडेन्स या इनपुट इम्पीडेन्स Z पर L के बराबर कुछ नहीं है लेकिन Zo अपॉन 1 गामा L अपॉन 1 गामा L है तो ZL और कुछ नहीं बल्कि Zo 1 गामा L अपॉन 1 गामा L है यहां से हम लिख सकते हैं कि क्या हम ZL के संदर्भ में गामा L को ढूंढना चाहते हैं जो कि बाहर आ जाएगा तो यह लोड रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट का मूल्य है Z Z 1 Γ 0 1− Γ Z z l Z 1 Γl 0 1−Γ Zl Z 1 Γl 0 1−Γ Zl Z0 अब टोटल पॉवर ट्रांसमिशन के लिए हमने देखा कि गामा L 0 होना चाहिए जिसका अर्थ है ZL Zo के बराबर होना चाहिए और ऐसी स्थिति जहां पूरी इंसिडेंट पॉवर को लोड में ट्रांसमिट किया जाता है मैचिंग इम्पीडेन्स मैचिंग कहलाती है तो इम्पीडेन्स मैचिंग वह स्थिति है जहां पूरी इंसिडेंट पॉवर लोड में ट्रांसमिट होती है और ऐसा तब होता है जब मेरा लोड इम्पीडेन्स करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेन्स के बराबर होता है अब लोड इम्पीडेन्स का यह कांसेप्ट इस रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट हमने उस संबंध को देखा जो 2 गामा L और ZL से संबंधित है यह संबंध कुछ भी नहीं है बल्कि एक बाइलिनेयर ट्रांसफॉर्मेशन है एक कोर्डिनेट से दूसरे में एक बार फिर अगर मैं गामा L के लिए सवाल लिखूं Z Z0ZZ0 Z 1Z1 z ZZ0jx यह Z का एक बाइलिनेयर ट्रांसफॉर्मेशन है एक विशेष चार्ट जो सभी इम्पीडेन्स के लिए यह ट्रांसफॉर्मेशन करता है जिसे स्मिथ चार्ट के रूप में जाना जाता है Z Z0ZZ0 Z 1Z1 z ZZ0jx इसलिए यदि हम स्मिथ चार्ट की सभी परिभाषाओं में से पहली को ड्रा करना चाहते हैं जो कि इस तरह है या इसे इस छोटे Z के रूप में भी लिखा जा सकता है जहां यह छोटा Z नॉर्मलाइज़्ड के बराबर है आप इसे नॉर्मलाइसड इम्पीडेन्स कहते है यह नॉर्मलाइज़्ड रेजिस्टेंस और रिअक्टैंस के संदर्भ में है छोटे Z को इस तरह लिखा जा सकता है अब यदि हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को प्लॉट करते हैं तो यह विशेष ट्रांसफॉर्मेशन Z के विभिन्न मूल्यों के लिए है जो कर्व हमें मिलता है वह कुछ इस तरह है अब यह लाइन जैसा कि आप देख सकते हैं यह लाल और नीली लाइन है जिसे कांस्टेंट रेजिस्टेंस और कांस्टेंट रिअक्टैंस लाइन के रूप में जाना जाता है और इस बाइलिनेयर ट्रांसफॉर्मेशन को करने के बाद वे इन सर्कल्स में बदल जाते हैं तो R 0 लाइन के बराबर है यह R 05 लाइन के बराबर है क्षमा करें यह X 0 लाइन के बराबर है यह X 05 लाइन के बराबर है यह X 05 लाइन के बराबर है यह X 1 लाइन के बराबर है यह X 1 लाइन के बराबर है ये लाईने इस प्रकार है R एक लाइन के बराबर R 05 लाइन के बराबर और यह 0 लाइन के बराबर R है यह कन्वर्शन का तरीका है अब पहली बात हमें यह जानना है कि हम यह कन्वर्शन क्यों करते हैं हम यह कन्वर्शन करते हैं क्योंकि Z प्लेन का पूरा दाहिना हिस्सा हमारा Z प्लेन है और यह हमारा गामा प्लेन है हमारे Z प्लेन का पूरा दाहिना आधा हिस्सा अब इस पूरे सर्किल में सीमित है सर्किल का रेडियस 1 है यह हमें सभी पैसिव डिवाइसेस की कल्पना करने में मदद करता है क्योंकि सभी पैसिव डिवाइसेस के लिए R 0 से अधिक है और यह इसे व्यक्त करने का एक सुविधाजनक तरीका है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं मान लीजिए कि यह एक यूनिट सर्कल है सर्कल का यूनिट रेडियस रहा है और सर्कल के भीतर हमारे पास गामा L मॉडुलस 1 से कम है और सर्कल के बाहर हमारे पास गामा L मॉडुलस 1 से अधिक है तो यह सभी एक्टिव डिवाइसेस से मेल खाता है और यह सभी पैसिव डिवाइसेस से मेल खाता है इसी तरह से हमने Z के मान से कर्व प्राप्त किया हमें कर्व प्राप्त करने में भी सक्षम होना चाहिए स्मिथ चार्ट Y का मान बनाता है और ऐसे स्मिथ चार्ट को Y स्मिथ चार्ट कहा जाता है अब मान लें कि यह हमारा Z स्मिथ चार्ट है तो Y स्मिथ चार्ट Z स्मिथ चार्ट से इस तरह से 180 ° से ओरिएंटेड होगा यह ऐसे जुड़ेंगे तो अगर हम एक पल के लिए मॉनिटर की स्लाइड पर वापस जा सकते हैं तो ये इम्पीडेन्स और एडमिटन्स स्मिथ चार्ट के विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन्स हैं यह हमारा इम्पीडेन्स स्मिथ चार्ट है तो ऊपर के आधे हिस्से में इंडक्टिव होंगे यानी ऊपर के आधे हिस्से के लिए रिअक्टैंस X सकारात्मक होगा और नीचे आधे के लिए रिअक्टैंस X नेगेटिव होगा Y स्मिथ चार्ट के लिए यह सिर्फ विपरीत है ऊपर का आधा हिस्सा कैपेसिटिव है नीचे का आधा हिस्सा इंडक्टिव है Z स्मिथ चार्ट के लिए दाईं ओर का हिस्सा ओपन है ओपन का अर्थ है इनफाइनाइट इम्पीडेन्स और बॉय ओर का शार्ट या 0 इम्पीडेन्स है अब 2 के संयोजन का मतलब Z Y स्मिथ चार्ट है जैसा कि हम यहां दिखाए गए के अनुसार चर्चा कर रहे थे और एक बिंदु जिसे Z स्मिथ चार्ट के लिए प्लॉट किया गया है Y स्मिथ चार्ट के लिए समान अर्थ होगा इस Z Y स्मिथ चार्ट पर उस विशेष बिंदु Y स्मिथ चार्ट के लिए समान भावना होगी अब एक अंतिम कांसेप्ट जिसे मैं पेश करना चाहता हूं उसे वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेश्यो कहा जाता है शायद हम खुद मॉनीटर की स्लाइड्स पर जा सकते हैं इसलिए हमने देखा कि किसी भी बिंदु पर वोल्टेज एक ट्रांसमिशन लाइन पर है जो इस संबंध द्वारा दी गई है जो बदले में रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट से भी संबंधित है किसी भी बिंदु पर अधिकतम वोल्टेज और किसी भी बिंदु पर न्यूनतम वोल्टेज अधिकतम का मतलब है कि अधिकतम समय के साथ प्राप्त किया जा सकता है न्यूनतम का मतलब न्यूनतम समय के साथ प्राप्त किया जा सकता है इस अनुपात से और इस संबंध द्वारा इन 2 मूल्यों का अनुपात जिसे आप वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेश्यो कहते हैं अब पुराने दिनों में VSWR एक बहुत महत्वपूर्ण कांसेप्ट था जब हम सीधे रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट को माप नहीं सकते थे यह एक ऐसी चीज है जिसे सीधे मोटर से मापा जा सकता है क्योंकि यह अधिकतम से लेकर न्यूनतम वोल्टेज का अनुपात है इसलिए आमतौर पर अच्छे माइक्रोवेव मैचिंग के लिए हमें 2 से कम के VSWR की आवश्यकता होती है वीएसडब्ल्यूआर 2 से कम को एक अच्छा मैचिंग माना जाता है या जैसा कि हमने इम्पीडेन्स मैचिंग के कांसेप्ट से देखा था कि जब अधिकांश इंसिडेंट पॉवर लोड में ट्रांसमिट होती है तो रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट के संदर्भ में इसका अनुवाद गामा L 0 के बराबर है VSWR के संदर्भ में VSWR 2 से कम है तो इस पाठ्यक्रम में इस मॉड्यूल में हमने माइक्रोवेव सर्किट से जुड़े कुछ और मानक मापदंडों को कवर किया अगले मॉड्यूल में हम और अधिक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे धन्यवाद